स्वागत है छात्रों पिछली कक्षा में हम लिखित क्रेडिट पॉलिसी से

और क्रेडिट अवधि या व्यापार छूट या कुछ और तय करने के लिए कोई भी ढिलाई नहीं दी जाती है इसलिए अगर इसे एक घटक के रूप में लिखा जाता है तो यह सभी के लिए बहुत स्पष्ट हो जाता है और उद्देश्य भी बन जाता है और विषय की सामग्री समझ में आती है और यह फर्म बिक्री समय पर एकत्र की जाती है पूर्ण रूप से एकत्र की जाती है और बुरे ऋणों का परिमाण बहुत कम हैबहुत जरूरी है इसलिए मैं आपसे पिछली कक्षा में बात कर रहा था कि फर्म से वंचित किया जाना चाहिए तो उस स्कोर देखें जिस पर काम किया जाता है और जो हमें स्मिथ से वंचित किया जा सकता है आप देख रहे होंगे कि इन दिनों भारत में बैंक कुछ स्कोर को प्राप्त करता है तो यह ठीक है अन्यथा सभी प्रकार के उधारकर्ताओं के लिए ऋण का विस्तार करना संभव नहीं है क्योंकि क्रेडिट स्कोरिंग द्वारा किया गया निवेश सुरक्षित हो तो हम देखते हैं कि कैसे एक ही व्यवसाय क्रेडिट हैं और पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कुछ लोग क्रेडिट या शायद विलंबित भुगतान के मामले में अतिरिक्त संग्रह लागत कभी कभी संग्रह की शर्तें साथ ही दी गई समय अवधि या दी गई क्रेडिट शामिल होते हैं या शायद कुछ पत्र भेजना या कॉल करना लोगों को उस पर काम करना पड़ता है इसलिए एक लागत है तो अतिरिक्त संग्रह लागत चलो यहां मान लेते हैं इस मामले में रुपये 1 है ठीक है अब इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए 100 रुपये की बिक्री बिक्री पर वापसी 10 है अतिरिक्त संग्रह लागत 1 रुपये है अगर ये तीन विशेष हमारे साथ हैं तो क्रेडिट की गणना कैसे करें इसलिए हमें एक ढांचा विकसित करना होगा और इसे इस तरह विकसित किया जा सकता है हम अपने क्रेडिट निर्णय के वैकल्पिक परिणाम लिखेंगे कि अगर आप क्रेडिट देना चाहते हैं तो यह कैसे तय किया जाना चाहिए तो हमारे पास विशेष हैं यहाँ विशेष इस रूप में रखे जाएंगे और यहां हमारे तीन परिणाम हैं हम कह सकते हैं कि संभावित तीन परिणाम हो सकते हैं पहला परिणाम जब ग्राहक नियत तारीख पर तुरंत भुगतान करता है ग्राहक देय तिथि आने पर भुगतान करता है ग्राहक तुरंत भुगतान करता है एक और संभावना हो सकती है ग्राहक भुगतान में देरी करता है और तीसरा हो सकता है ग्राहक कभी भुगतान नहीं करता है ये 3 चीजें हो सकती हैं 3 परिणाम ग्राहक तुरंत भुगतान करता है ग्राहक देरी से भुगतान करता है और ग्राहक कभी भुगतान नहीं करता है ठीक है ये तीन चीजें हो सकती हैं अब इन परिस्थितियों या 3 स्थितियों के तहत आइए हम इस पर काम करें कि क्या ऋण देना है या नहीं सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मान लेते हैं कि फर्म क्रेडिट करना होगा या शायद कभी कभी नोटिस जारी करना होगा इसलिए हमारे पास संग्रह खर्चों में वृद्धि हुई है संग्रह लागत में वृद्धि होगी और यदि वह कभी भुगतान नहीं करता है तो क्या होगा हम पहले प्रयास करेंगे क्या होगा संग्रह व्यय में वृद्धि और बुरे ऋण इसलिए उस स्थिति में ऐसा होगा पहला मामला जब ग्राहक तुरंत भुगतान करता है हम उसे बेचते हैं उसे क्रेडिट में वृद्धि हुई है दूसरे मामले में ग्राहक भुगतान में देरी करता है क्या होगा उस फर्म को भुगतान प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होंगे तो यह संग्रह व्यय में वृद्धि का कारण होगा और तीसरे मामले में ग्राहक कभी भुगतान नहीं करता है तो संग्रह व्यय में वृद्धि और खराब ऋण घाटे के साथ क्या होगा तो इस मामले में हम पहली बात के साथ शुरू करते हैं जो राशि है तो हम राशि के साथ शुरू करेंगे और यहां राशि है यानी कितनी राशि है हम उसे 100 रुपये बेच रहे हैं बिक्री और प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी राशि 10 रुपये सही लेकिन अगर हम भुगतान में देरी करते हैं तो अतिरिक्त संग्रहण लागत क्या है यह 1 रुपये है तो यहां क्या होगा ग्राहक भुगतान में देरी करता है संग्रह व्यय में वृद्धि करता है इसलिए क्या हुआ संग्रह व्यय में वृद्धि के कारण 10 कम हो जाएगा घटकर 9 हम लाभ या लाभ के रूप में 10 रुपये प्राप्त नहीं करेंगे 1 रुपए कम हो जाएगा क्योंकि हमें नोटिस को 10 में से केवल 9 रुपये प्राप्त होंगे और उदाहरण के लिए यदि ग्राहक कभी भी नहीं करता है वह कहता है कि मैं भुगतान नहीं करूंगा और शायद किसी भी कारण से फर्म करेंगे वे उसे लिखेंगे सब कुछ लेकिन सब कुछ करने के बाद भी अगर उससे बिक्री को ठीक करना संभव नहीं है तो उस स्थिति में सबसे पहले फर्म को कोई लाभ नहीं है कि 10 रुपये चले गए हैं और उस 100 रुपये की बिक्री में से 90 रुपये लागत है वह लागत भी वसूली नहीं है ठीक है तो पहला सूत्र प्रत्यक्ष हानि लागत है और यह लागत उदाहरण के लिए है 90 90 रुपये का नुकसान होता है और इस मामले में उदाहरण के लिए कुल नुकसान कितना है पहले 1 रुपये है जो उन्होंने एक संग्रह लागत के रूप में खर्च किया था 90 रुपए निर्माण की लागत वह हिस्सा वह भी खो गया है तो अंत में कुल नुकसान कितना है माइनस यहाँ 60 है यहां इस स्थिति के होने की प्रोबेबिलिटी देने का निर्णय लेता है तीन संभावनाएं हो सकती हैं ग्राहक तुरंत भुगतान करता है ग्राहक भुगतान में देरी करता है लेकिन बाद में भुगतान करता है और ग्राहक कभी भुगतान नहीं करता है इसलिए यदि ग्राहक शीघ्र भुगतान करता है तो फर्म कमाई कर रही है 10 रुपये उस की प्रॉफ़िट प्रोबेबिलिटी को लाभ के रूप में केवल 9 रुपये मिलेंगे ध्यान दें कि कुछ लाभ व्यय में खो गया है तो उस का वेटेड वैल्यू 455 है दूसरी स्थिति क्रेडिट है ठीक है तो इस मामले में परिणाम क्या होगा क्रेडिट को अस्वीकार कर रहे हैं क्या होगा हमने 10 रुपये खो दिए हमने बिक्री नहीं की हमने दूसरे मामले में 10 रुपये खो दिए हमने क्रेडिट यह है कि वह उस मामले में भुगतान नहीं करेगा हमने कुल 91 रुपये बचाए हैं तो हम यहाँ किस राशि के बारे में बात कर रहे हैं वह है माइनस 91 है फिर से यहां एक ही संभावना है तो संभावना यहां फिर से 60 है यहां संभावना 35 है और यहां संभावना केवल 005 है केवल 5 है तो वेटेड वैल्यू 6 है हमने यहां लाभ कमाया था हमने यहां लाभ खो दिया है जब हम अस्वीकार नहीं कर रहे हैं जब हम क्रेडिट नहीं दे रहे हैं तो इस मामले में यहां का वेटेड वैल्यू है यहां संकेत सकारात्मक है यह नकारात्मक है यह सकारात्मक है यह नकारात्मक है हम संकेत देखते हैं यहां यह नकारात्मक है जिसे हमने खो दिया था यदि आपने क्रेडिट दिया है तो आप इसे खो सकते हैं लेकिन अगर यह खराब ऋण के रूप में सामने आता है लेकिन एक और मामले में हमने कुल 91 रुपये बचाए हैं वह है 90 1 संग्रह लागत सब कुछ बचा है शायद संभावना 5 है तो यदि आप इसे देखते हैं तो यह 455 है और इस मामले में अंत में मान 455 पहले यह माइनस 455 था अब मैं आपको गणना करने के लिए कहूंगा अंत में इन 3 को जोड़ दें यह प्लस यह प्लस यह मूल्य कितना है आप फिर से इसे जोड़ते हैं यह प्लस द्वारा हमें दिया गया यह 46 होगा और इस तरह से प्रत्येक उधारकर्ता या संभावित उधारकर्ता के लिए स्कोर है हम जानते हैं कि बिक्री की राशि क्या है वे यह स्पष्ट करते हैं हम जानते हैं कि बिक्री पर हमारी वापसी क्या है इस मामले में 10 है और अन्यथा व्यावहारिक रूप से हम कैसे जानते हैं कि बिक्री पर वापसी कितनी है और हम यह भी जानते हैं कि हमारी संग्रह लागत क्या है केवल एक चीज जिसे हम नहीं जानते हैं और जिसे देखने में हमें बहुत सावधान रहना होगा वह है अतीत का व्यवहार या शायद अगर खरीदार पूरी तरह से नया हो अगर फर्म के साथ उसके व्यवहार के बारे में उसके आंकड़ों के बारे में पूछताछ कर सकते हैं उसी के आधार पर हमें प्रोबेबिलिटी को सौंपा जाना है यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हमने केवल तीन प्रोबेबिलिटी सौंपी हैं क्योंकि हमने तीन मामलों को लिया है इसलिए ऐसे और मामले भी हो सकते हैं उदाहरण के लिए हम यहां कह रहे हैं कि ग्राहक तुरंत भुगतान करता है ग्राहक देरी से भुगतान करता है ग्राहक कभी सही भुगतान नहीं करता है ये 3 स्थिति हो सकती है जिस पर व्यापक रूप से विचार किया जा सकता है लेकिन स्थितियों के बीच भी हो सकता है जो व्यावहारिक रूप से देखा जाना चाहिए और अगर स्थितियों बीच में नहीं हैं केवल 3 ही हैं तो प्रोबेबिलिटी को सौंपा है जिसे बदला भी जा सकता है हम इसे 70 कर सकते हैं 25 हो सकता हैं या 5 हो सकता हैं या हो सकता है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं हम संभावना को निर्दिष्ट करने के बारे में सोच सकते हैं दूसरी बात बाजार में मौजूदा आपूर्तिकर्ताओं के साथ उसका व्यवहार आप उसी के आधार पर प्रोबेबिलिटी पर काम किया है जो 46 है ठीक दोनों ही मामलों में आपको इसे योग करना होगा और यह निचले हिस्से में 46 ऊपरी हिस्से में 46 मीन आकार पर निर्भर हो सकता है यदि वह छोटी राशि के लिए बेच रहा है तो वह बाजार में अपना नाम खराब नहीं करना चाहता है लेकिन वह चूक नहीं रहा है इसलिए उसे नियमित रूप से प्रेरित किया जाता है और वह भुगतान करने में बहुत सावधानी बरतता है लेकिन अगर वह अपने पिछले व्यवहार को देखते हुए ऑर्डर साइज़ उसे बढ़ी हुई राशि के लिए भी बेचती हैं और एक बार जब वह बड़े पैमाने पर खरीदता है और तब वह भुगतान करने से इनकार कर देता है तब वह चूक करने लगता है फिर एक संभावना है इसलिए फर्म 46 नहीं बल्कि कम से कम 45 होना चाहिए यदि किसी ग्राहक के स्कोर उस स्तर से परे कुछ भी नहीं कर सकता है कुछ भी नहीं किया जा सकता है तो यह एक बुरे ऋण के रूप में माना जाता है और अंत में हमें नुकसान या उस बुरे ऋण के साथ सहन करना पड़ता है इसलिए फर्म 45 या उससे अधिक होना चाहिए लेकिन अगर स्कोर योग्यता के साथ साथ पिछले व्यवहार और ग्राहक की वित्तीय स्थिति पर विचार किए बिना फर्मों की बिक्री या बिक्री संग्रह को जोखिम में डाल सकते हैं जो नहीं किया जाना चाहिए उस स्थिति में अंत में उन्हें निष्कर्ष पर पहुंचना होगा क्योंकि यदि स्कोर करने का आधार था ये तीन अलग अलग परिणाम हैं और अंत में हम यह जान सकते हैं कि स्कोर करते हैं उधारकर्ता की आयु एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानदंड है उसकी आय कुल आय भी बहुत महत्वपूर्ण मानदंड संख्या है उस पर आश्रित लोग बहुत महत्वपूर्ण मानदंड हैं इन सभी विभिन्न मानदंडों के आधार पर वे कुछ बिंदुओं को देखते हैं और फिर इसे जोड़ते हैं और उधार लेने की उम्र उस न्यूनतम स्कोर में सुधार नहीं करता है तो वह एक अच्छा ग्राहक नहीं है इसलिए यहां हर कंपनी अपने उत्पादन को क्रेडिट है जो हम ले रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है लेकिन बिना किसी कॉलेटरल नहीं है जिनके उत्पाद ग्राहकों द्वारा ज्ञात नहीं हैं वे कंपनियां बाजार में इस तरह के उत्पादों को आगे बढ़ाने का जोखिम उठाती हैं उदाहरण के लिए आप एक रंगीन टीवी खरीदना चाहते हैं आम तौर पर यदि आप एक रंगीन टीवी खरीदना चाहते हैं तो आप बाजार में जाएंगे और उस ब्रांड के हैं बेशक वे बाजार में अग्रणी थे उसकी वजह से आर्थिक परिदृश्य में बदलाव आया है उनकी पसंद में गिरावट आई है इसलिए लोग नहीं चाहते हैं कभी कभी इस उत्पादों को खरीदना नहीं चाहते हैं तो ये उत्पाद भी बाजार में हैं तो क्या होता है ये कंपनियां बिक्री को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं वे असीमित ऋण देते हैं वितरकों को या दुकानों के मालिकों को क्रेडिट पर आपको दे रहे हैं यदि आप इसे बाजार में बेचने में सक्षम हैं तो आप हमारे हिस्से को लौटा दें और आप अपना हिस्सा बरकरार रखें अन्यथा या तो हम आपसे उत्पाद वापस ले लेंगे या बाजार में बिक्री की प्रतीक्षा करेंगे तो उस स्थिति में अगर उस तरह की स्थिति होती है तो कंपनियां एक अभूतपूर्व या एक अलौकिक या असीमित जोखिम ले रही हैं क्योंकि अन्यथा कंपनी यह भी जानती है कि यह उत्पाद अगर इसे क्रेडिट पर बाजार में नहीं भेजा जाता है तो यह गोदाम में रखा जाना है तो यह बढ़ते इन्वेंट्री किसे देना है कितना क्रेडिट हो सकती है अब हम कुछ अन्य चीजों के बारे में भी बात करेंगे जो क्रेडिट लिमिट तय करने के बारे में भी सीखेंगे लेकिन अगली कक्षा में आपका बहुत बहुत धन्यवाद